नमस्कार और हमारे आज के मैकेनोबायोलॉजी के परिचय के व्याख्यान में आपका स्वागत है इसलिए पिछली कक्षा में मैंने हाइड्रोजैल को बनाने के बारे में चर्चा की तो आपके पास हाइड्रोजैल हो सकता है जहां आप हाइड्रोजैल की कठोरता को अनुकूल कर सकते हैं और कठोरता को 3 डी में जैल के छिद्र से बांधा जाता है तो हाइड्रोजैल के लिए या कोशिकाओं के लिए यांत्रिकी के सभी के लिए हम इसके गुणों को सही मापना चाहते हैं कि कोशिकाएं मैकेनो अनुकूलन कैसे होती हैं और या तो हाइड्रोजैल के गुणों को मापना है जो की काठोरता है या कोशिका की कठोरता मैकेनो अनुकूलन के गुणों के रूप में या जैल के थोक गुणों के रूप में कठोरता हमें जैल या कोशिकाओं की कठोरता का एक तरीका खोजना होगा अब इसका उपयोग करने के सबसे प्रमुख तरीकों में से एक है रियोलॉजी जिस पर यह विचार करते हुए कि कोलेजन जैल के गुणों को कैसे मापें हमने चर्चा की हालाँकि प्रयोगात्मक रूप से जब आप शीर्ष दो प्लेटों और नीचे की प्लेट के बीच पॉलीमराइज़ होने वाले जैल का विरोध करते हैं प्रयोगों में अधिक से अधिक बार आपका जैल एक कांच के कवरस्लिप के लिए कार्यात्मक नहीं है तो यह आपका जैल है तो इस मामले में गुण जो आप रियोलॉजी में मापते हैं बनाम आप उस स्थिति के तहत मापते हैं जिसमें जैल क्रॉस लिंक्ड है तो जैल आम तौर पर सतह से जुड़े होते हैं जिन गुणों को आप मापते हैं वे बहुत भिन्न हो सकते हैं इसलिए इनके गुणों की मात्रा निर्धारित करने के लिए एक अलग दृष्टिकोण क्या हो सकता है और यहीं एएफएम काम आता है इसलिए हमने पहले एएफएम के बारे में चर्चा की थी इसलिए एएफएम को कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है यह मूल रूप से इमेजिंग नमूनों के लिए ढूंढा गया था क्योंकि एएफएम के लिए आपको किसी भी प्रतिरूप के प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है तो आप जैल कोशिकाओं या ऊतकों जैसे नम प्रतिरूपों से निपट सकते हैं इसलिए आज इसलिए पहले मैंने प्रोटीन को खोलने के लिए एएफएम के अनुप्रयोग पर चर्चा की थी मैंने फाइब्रोनेक्टिन और इसके विभिन्न डोमेन के यांत्रिक स्थिरता के बारे में चर्चा करते हुए बहुत विस्तार से चर्चा की इसलिए आज फिर से मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि एएफएम कैसा है तो एएफएम के लिए आपके पास एक टिप है जो एक ब्रैकट से जुड़ी हुई है तो यह ब्रैकट स्प्रिंग की तरह काम करता है और आपके पास प्रतिरूप है जो एक्स वाई पाइज़ो पर स्थिर है यह पूरा सेटअप एक उल्टे माइक्रोस्कोप पर लगाया गया है तो आपके पास आपका अपना माइक्रोस्कोप का objective नीचे है तो आप अपना प्रतिरूप देख सकते हैं तो आप उस बिंदु पर प्रतिरूप को रख सकते हैं जिसे आप जांचना चाहते हैं आप उस बिंदु को टिप के नीचे रख सकते हैं तो यह ब्रैकट इसके पीछे ब्रैकट की पिछली सतह चमकदार है और आपके पास एक लेजर प्रकाश है जो इसकी पीठ को दर्शाता है और एक फोटो डिटेक्टर में पता लगाया जाता है तो और आपके पास ठीक से संबंधित नमूने की स्थिति के लिए एक्स वाई पाइज़ो है तो यह पाइज़ो सिरे के संबंध में प्रतिरूप की स्थिति है तो यदि आप टिप ज्यामिति को करीब से देख सकते हैं तो आपके पास भिन्न भिन्न ज्यामिति हो सकते हैं इनमें से आप जो देखेंगे वह है लंबाई मोटाई आकार सामग्री आपके द्वारा प्रदान की जाने वाली कोटिंग का प्रकार और स्प्रिंग स्थिरांक ये कई गुण हैं जो विविध हो सकते हैं विशेष रूप से यदि आप टिप को देखते हैं यदि आप मुलायम नमूने को साबित कर रहे हैं मुलायम नमूनों के लिए टिप त्रिज्या टिप ऊंचाई टिप का आकार और स्प्रिंग स्थिरांक उल्लेखनीय महत्व के हैं तो कुछ ऐसे तरीके हैं जो आप उपयोग कर सकते हैं एक विशेष विधि जिसे अक्सर उपयोग किया जाता है उसे इमेजिंग का संपर्क विधि कहा जाता है यह कैसे काम करता है तो आपके पास अपना ब्रैकट है जो अपने प्रतिरूप को छू रहा है हम कहते हैं कि आपके पास एक प्रतिरूप है तो आप संपर्क की स्थिति में क्या करते हैं टिप और प्रतिरूप हमेशा संपर्क में रहते हैं और आप जो करते हैं वह संपर्क की स्थिति में टिप की सतह को स्कैन करता है तो आपके पास क्या है अगर यह आपका प्रतिरूप है तो टिप क्या करेगा यह एक दिशा से दूसरी दिशा तक जाएगी और अगली पंक्ति में जाएगी और इसे बार बार करने तक वापस स्कैन करेगी तो इमेजिंग के इस तरह के संपर्क की स्थिति को विशेष रूप से बहुत सपाट और कठोर सतहों के लिए पसंद किया जाता है यह महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पार्श्व की ओर से स्कैन कर रहे हैं आप प्रतिरूप पर बल को बढ़ा रहे हैं इसलिए यदि आप कोशिका की तरह एक नाजुक प्रतिरूप के साथ काम कर रहे हैं तो यह बल कोशिका को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त हो सकता है तो यही कारण है और यह भी कि दूसरी बात यह है कि कोशिकाओं की जेड ऊंचाई में भिन्नता है परिधि से सेल की ऊंचाई आधे माइक्रोन जितनी कम हो सकती है और केंद्र में यह 15 से 30 माइक्रोन हो सकती है तो आपके पास जेड दिशा में बहुत बड़ा परिवर्तन है जो तब करना मुश्किल है जब आप सतह को इस तरह से स्कैन कर रहे हैं तो आप इस स्कैन को कैसे करते हैं आप क्या करते हैं क्या जो किया जा रहा है वास्तव में आप कुछ को नियंत्रित करते हैं जिसे विक्षेपण बिंदु कहा जाता है तो विक्षेपण सेट बिंदु वह बल है जिसके साथ आप अपना प्रतिरूप को साबित कर रहे हैं इसलिए यदि आप बार बार ऐसा कर रहे हैं तो आपको एक छोटे से बल को निष्कासित करना होगा क्योंकि यदि आप थोड़ा बल नहीं बढ़ाते हैं तो क्या होता है बस सतह की विषमता के कारण आपको प्रतिरूप से बाहर जाना पड़ सकता है तो आप स्कैन करते समय अपने प्रतिरूप पर एक दबाब डालते हैं और वह यह है कि यही विक्षेपण बिन्दु है तो इस तरह के इमेजिंग प्रतिरूपों के लिए अच्छी नहीं है जो मुलायम या बहुत शिथिल रूप से जुड़ी हुई हैं तो ऑपरेशन का एक वैकल्पिक तरीका क्या करता है जिसे टैपिंग मोड कहा जाता है तो टैपिंग मोड में आप जो करते हैं वह आपका सिरा है और प्रतिरूप अनिरंतर संपर्क में है और इस तकनीक में सिरे को अनुकंपन आवृति पर दोलन किया जाता है तो आप क्या करते हैं आप दिए गए आयाम पर सिरे को एक बार फिर से दिए गए आवृत्ति पर ऊपर और नीचे चलाते हैं और जो आप नियंत्रित करते हैं वह आयाम सेट बिंदु है तो मुझे समझाने दो कि एक आयाम सेट बिंदु क्या है कल्पना कीजिए कि मेरा हाथ सिरा है और यह नीचे आ रहा है और सतह को छू रहा है इसलिए यदि यह किसी दी गई आवृत्ति पर कंपन कर रहा है तो यह आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है यदि सिरा सतह से बहुत दूर है लेकिन यदि आप सतह के करीब जा रहे हैं और आप इसको थपथपाते हैं तो आयाम गड़बड़ा जाएगा और आपका आयाम गिर जाएगा तो आयाम सेट बिंदु सिरे को प्रतिरूप से एक निश्चित ऊंचाई पर रखने देता है जैसे कि हर एक बार एक समय में सिरा सतह को छू रहा है लेकिन एक ही समय में यह किसी भी पार्श्व बल को बाहर नहीं कर रहा है जो उप नमूना को अलग कर सकता है तो इस तरह की विधा विशेष रूप से कोमल शिथिल संलग्न नमूनों के लिए अनुकूल है कार्य विधि की यह तीसरी विधि है जिसे बल विधि कहा जाता है तो यह वही विधि है जिसका उपयोग प्रोटीन को खोलने के अध्ययन के साथ साथ कठोरता मापन के लिए किया जाता है यहां क्या किया गया है फिर से आपको पता है कि क्या यह किसी दी गई गुणों का एक प्रतिरूप है या आपके पास एक सतह पर एक टिप पड़ा हुआ है या एक सतह पर पड़ा हुआ एक प्रोटीन है जो आपके पास एक टिप है जिसे आप नीचे लाते हैं इसलिए जब आप नीचे ला रहे हैं तो आप जो नियंत्रण करते हैं वह फिर से विक्षेपण बिंदु है विक्षेपण सेट बिंदु टिप के विक्षेपण का अधिकतम परिमाण है तो जैसा कि टिप नीचे आ रहा है एक बार जब टिप सतह से टकराती है अगर यह अधिक नीचे जाने की कोशिश करता है अगर नमूना कठोर है टिप विचलित हो जाएगा और यह इस विक्षेपण है जिसे कि आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आप एक विक्षेपण सेट बिंदु निर्धारित करते हैं इसलिए यदि आप एक कठोर सतह पर बल प्रणाली करते हैं तो हम कहते हैं कि कांच की तरह आपको इस O A B C D E F की तरह एक वक्र को प्राप्त करेंगे आप इस बिंदु पर आ रहे हैं यह विक्षेपण का अधिकतम बिंदु है यह आपके विक्षेप सेट बिंदु के अनुरूप है क्योंकि यदि आप अधिक विक्षेपण करते हैं तो यह एक अवस्था है कि आपकी टिप क्षतिग्रस्त हो सकती है तो इस तरह की वक्र तो यह है कि यह कैसे दिखेगा अगर एक सिर किसी कठोर उदाहरण के लिए कांच की तरह प्रतिरूप पर जोर दे रहा है तो तुम क्या करते हो तो आप बल विधि में क्या करते हैं यदि आप एक मुलायम प्रतिरूप की जांच करते हैं तो आपको एक वक्र मिलेगा इसलिए यह तब है जब आप प्रतिरूप पर जोर दे रहे हैं और यह तब है जब आप पीछे हट रहे हैं प्रतिरूप सिरे को पीछे हटा रहा है तो जिस तरह से मैंने इस वक्र को खींचा है आप देख रहे हैं कि दृष्टिकोण और वापसी का वक्र समान नहीं हैं तो यह एक प्रतिरूप का एक संकेत है जो विस्कोइलास्टिक है यह एक विस्कोइलास्टिक प्रतिरूप है यदि प्रतिरूप पूरी तरह से लचीला था तो आपको एक वक्र मिलेगा मुझे उसी रेखा के साथ वापस खींचने दें तो जिस तरह से मैंने इसे खींचा है आप देख सकते हैं कि इंडेंट और रिट्रीट एक दूसरे पर पूरी तरह से हावी हो रहे हैं यह एक प्रकार का प्रतिरूप है जो आपको पूरी तरह से रैखिक लचीले नमूने के लिए मिलेगा अब एएफएम जो लौटाता है वह केवल इस तरह का डेटा है यह पर्याप्त नहीं है तो यह जानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि नमूने के गुण क्या है तो आप क्या करते हैं क्या आप इन वक्रों को विभिन्न मॉडलों में फिट करते हैं यहाँ विभिन्न मॉडल हैं जहां आपके पास एक दी गई प्रोफ़ाइल है तो कच्चे डेटा से कठोरता का मूल्य निकालने के लिए आप विभिन्न मॉडलों का उपयोग करते हैं उदाहरण के लिए यह एक मॉडल है तो इस मॉडल को स्नेडन Sneddon's का मॉडल कहा जाता है यह तब लागू होता है जब आपके पास शंकु के आकार का सिरा होता है जो आपके नमूने को इंडेंट कर रहा होता है तो अल्फा सिरे का आधा कोण है तो इस कोण को अल्फ़ा कहा जाता है यहाँ ई नमूने की अनुमानित कठोरता है और एन यू पॉइसन Poisson's का अनुपात एफ और डेल्टा है इसलिए डेल्टा और एफ को प्रयोगात्मक रूप से प्राप्त किया जाता है तो अगर संक्षेप में आपको एक वक्र डेल्टा बनाम एफ मिलता है तो ये आपके कच्चे डेटा हैं जो आप इसे एक प्रोफ़ाइल के साथ फिट करते हैं यदि आप प्रोफ़ाइल को देखते हैं तो यह एक परवलयिक प्रोफ़ाइल है एन यू नमूने का पॉइसन अनुपात है तो आप पॉइसन के अनुपात को मानते हैं और इस मॉडल में स्वयं विभिन्न धारणाएँ हैं उदाहरण के लिए कल्पनाओं में से एक है कि नमूना अर्ध अनंत ठोस है इसका मतलब क्या है यह नमूने का उपचार करता है जब आपका नमूना मानता है कि यह इस दिशा में अनंत तक जाता है और यह शीर्ष पर सपाट है तो यह स्पष्ट रूप से कोशिकाओं जैसे नमूनों के लिए लागू नहीं है लेकिन फिर भी यह आपके द्वारा किया गया एक अनुमान है क्योंकि यह एक सरल प्रयोग सिद्ध समीकरण है जिसके साथ आप अपने डेटा को फिट कर सकते हैं और ई का अनुमान प्राप्त कर सकते हैं तो इसी तरह स्नैडन के मॉडल की तरह आप एक अन्य मॉडल का उपयोग कर सकते हैं जहां आप अपने नमूने को इंडेंट करने के लिए बॉल या गोलाकार टोपी का उपयोग करते हैं आपके पास यहां एक और अभिव्यक्ति हो सकती है आर मूल रूप से सिरे की त्रिज्या है तो आम तौर पर एक पिरामिड प्रॉब या शंक्वाकार प्रॉब की तुलना में एक गोलाकार प्रॉब का उपयोग करके कोशिका को इंडेंट करना बेहतर होता है सरल कारण के लिए एक पिरामिड प्रॉब है आपके पास बहुत नुकीला अंत बिंदु है और यह अंत बिंदु वक्रता का अंतिम त्रिज्या हो सकती है जो कि 50 नैनोमीटर के क्रम का हो सकता है तो यह कोशिका झिल्ली को बाधित कर सकता है यदि आप एक गोलाकार प्रॉब का उपयोग करते हैं तो बल कोशिका के एक व्यापक कोशिका सतह क्षेत्र पर वितरित किया जाता है और कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं होता है इसलिए इन मॉडलों के साथ इसलिए अगर मुझे इस तरह की एक कोशिका की तस्वीर खींचना था तो इसका एक सीमित फैलाव है एक पीए जैल पर बैठकर हम मान लेते हैं तो आप इस सूत्र का उपयोग करते हैं और हम कहते हैं कि आप चार अलग अलग बिंदुओं पर कठोरता का पता लगाने की कोशिश करते हैं आइए हम ए बी और सी की तुलना करें बिंदु A पर सेल की मोटाई आधे माइक्रोन के क्रम की हो सकती है बिंदु B पर हम कहते हैं कि ये 5 माइक्रोन का क्रम है और बिंदु C पर नमूने की मोटाई 20 माइक्रोन क्रम की हो सकती है तो आप जो देख रहे हैं वह बिंदु सी पर है आपके पास कोशिका के शीर्ष के नीचे नाभिक इस सीमा तक है कि यह अंतराल 1 माइक्रोन के क्रम पर हो सकता है तो इस बिंदु पर इसका अधिकांश भाग नाभिक में है इसके परिणामस्वरूप जब आप बिजली मापते हैं और आपको ये मेट्रिक्स मिलते हैं तो आपको 1 किलो पास्कल के रूप में निम्न से लेकर 300 3000 किलो पास्कल तक की कठोरता की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सकती है तो क्या इसका कोई मतलब है तो आपने प्रयोग किया था जो आपने डेटा को फिट किया है और यह आपको जो मिलता है क्या इसका कोई मतलब निकलता है तो यह वह जगह है जहां आपको उस मॉडल की मान्यताओं के बारे में अलग अलग होना चाहिए जो यह मानती है कि आपका नमूना अर्ध अनंत आधा स्थान है जिसका अर्थ है कि इस दिशा में इसकी सीमित चौड़ाई नहीं है लेकिन यह असीम रूप से चौड़ा और साथ ही मोटाई अक्ष भी यह असीम रूप से मोटी है तो ये कलाकृतियाँ हैं तो कौन से कारक योगदान करते हैं तो बिंदु A पर आप जो भी मापते हैं या जो भी आप अनुमान लगाते हैं उसमें अंतर्निहित सब्सट्रेट के प्रभाव हैं बिंदु C पर इसका नाभिक से योगदान है केवल बिंदु B पर जो कोशिका के किनारे से दूर है और वहाँ से दूर जहाँ से नाभिक है वहाँ आपको कोशिकाओं की कठोरता का एक उपयुक्त माप प्राप्त होता है एक और महत्वपूर्ण बिंदु हमें यह कहना है कि आपकी एफ बल डेल्टा वक्र है आपको यह ऊंचाई मिली है और यह ऊंचाई 0 से 5 माइक्रोन है तो आपको पूरे का उपयोग नहीं करना चाहिए इसलिए यदि सब्सट्रेट या प्रतिरूप जैल है तो आप प्रतिरूप की कठोरता का अनुमान लगाने के लिए पूरी मोटाई का उपयोग कर सकते हैं लेकिन हमें बताएं कि यदि प्रतिरूप कोशिका है इसलिए पहले 500 से 1000 नैनोमीटर तक डेटा को फिट करना बेहतर है तो यह कॉर्टिकल कठोरता का अनुमान प्रदान करता है तो आप जो माप रहे हैं वह आपके सेल की कोर्टिकल कठोरता है दूसरे शब्दों में अगर मैं कोशिका के बारे में सोचता हूं तो मेरे पास ये तनाव फाइबर हैं मैं केवल पहले 500 से 1000 नैनोमीटर की फिटिंग कर रहा हूं तो आप कोर्टेक्स की कठोरता का अनुमान लगाना चाहते हैं तो यह आपका कोर्टेक्स है और फिर आप जांच कर सकते हैं कि कोशिका की कठोरता क्या हो रही है अब हम कुछ उदाहरण लेते हैं तो पॉल जन्मे ने कठोरता के अनुकूलन का यह प्रयोग किया तो जिसमें उन्होंने अलग अलग कठोरता के जैल पर फाइब्रोब्लास्ट्स चढ़ाया और पूछा कॉर्टिकल कठोरता कैसे कोशिका मैकेनो अनुकूलन करते हैं तो आप जानते हैं कि फैलने वाली कोशिकाओं के संदर्भ में इस तरह की प्रोफ़ाइल प्रदर्शित होगी कि एक निश्चित कठोरता से परे फैलने की अनुमति नहीं होगी अब उसने जो पाया उसने उपजाऊ कठोरता के एक कार्य के रूप में कॉर्टिकल कठोरता को मापा और उसे क्या मिला उसने एक वक्र पाया तो उन्होंने एक वक्र पाया जहां इस लाइन की ढलान 5 किलो पास्कल तक 45 डिग्री थी इसका मतलब है कि सब्सट्रेट के लिए जो किलो पास्कल से अधिक नरम होते हैं कोशिका वास्तव में सब्सट्रेट के अपने गुणों से मेल खाता है तो यह कोण 45 डिग्री था जिसका मतलब था कि कोशिका की कठोरता या ईकोशिका ईजैल के बराबर है और 5 किलो पास्कल से अलग है कोशिका की कठोरता बहुत ज्यादा नहीं बदली लेकिन तनाव फाइबर केवल इस फ्लैट क्षेत्र में देखा गया तो यह नमूना उदाहरणों में से एक है जिसमें आप जांच कर सकते हैं कि कोशिकाएं कड़ेपन की प्रतिक्रिया के लिए मैकेनो अनुकूलन कैसे करती हैं एक और उदाहरण मैं लेना चाहूंगा तो कल्पना कीजिए कि आपके पास दो कोशिकायेँ हैं कोशिका प्रकार ए और कोशिका प्रकार बी और हमें कोशिका प्रकार बी में कहना है कि आपकी रॉक काइनेस की गतिविधि कोशिका प्रकार ए की तुलना में विनियमित है आपने मापा इसलिए आपके पास मैकेनो अनुकूलन के दो मैट हैं सिकुड़न और कॉर्टिकल कठोरता इसलिए जो आप शुरू में उम्मीद कर रहे थे क्योंकि बी में रॉक गतिविधि की उच्च मात्रा है जो सिकुड़न में योगदान करती है आप सोच रहे हैं कि ई का बी ई का ए से अधिक है लेकिन आपको आश्चर्य है कि आपने कोई बदलाव का अवलोकन नहीं किया तो आपने ईबी को ईए के बराबर पाया क्या यह संभव हो सकता है और उत्तर है हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि रॉक केंद्रीय तनाव फाइबर को नियंत्रित करता है जो नाभिक के आसपास मौजूद हैं इसलिए यदि आप कठोरता की जांच करते हैं जो प्रांतस्था के बहुत करीब है तो आपको यह अंतर दिखाई नहीं दे सकता है तो कठोरता को मापने के दौरान इन बातों पर ध्यान देना होगा इसलिए मैं आज के लिए यहां रुकता हूं अगली कक्षा में हम देखेंगे कि कैसे हम संकुचन को मापने के बारे में जाते हैं आपके ध्यान देने के लिए धन्यवाद